डिजाइन ऑफ मेसनरी स्ट्रक्चर्स के पाठ्यक्रम में हमारे पहले व्याख्यान में आपका स्वागत हैI यह सप्ताह एक संरचनात्मक सामग्री के रूप में चिनाई का परिचय होगा हम प्राचीन काल से वर्तमान तक एक संरचनात्मक समाधान के रूप में चिनाई के उपयोग की जांच करेंगे इस चरण में चिनाई के वर्तमान उपयोग और मानकों के प्रकार या कोडल ढांचे या मानक ढांचे के भीतर देखना उपयोगी होगा जिसके भीतर संरचनात्मक चिनाई का उपयोग विभिन्न देशों में किया जाता है और हमारे देश में अब तक जिस तरह का आदर्श ढाँचा है उसमें चिनाई का उपयोग होता है और कुछ दिनों में आप इस तथ्य की सराहना करना शुरू कर देंगे कि चिनाई शब्द का उपयोग बहुत कम किया जाता है शब्द चिनाई एक बहुत विशाल बहुमत संरचनात्मक निर्माण सामग्री और प्रणालियों के एक बहुत विशाल स्पेक्ट्रम को संदर्भित कर सकता है इसलिए वे पत्थर से चिनाई करने के लिए सभी तरह से धूप में सूखने वाली अनबर्न ईंटों से अलग अलग हो सकते हैं और आज के संदर्भ में सीमेंट ब्लॉक या आधुनिक सामग्री जैसे वातित ऑटोक्लेव्ड ब्लॉक फ्लाई ऐश ईंट और इतने पर तो आपके पास एक संपूर्ण स्पेक्ट्रम है यह मोर्टार के साथ साथ विभिन्न प्रकारों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे विभिन्न प्रकार की चिनाई होती है यह मोर्टार के बिना भी इस्तेमाल किया जा सकता है और हम इसे सूखे स्टैक चिनाई के रूप में संदर्भित करते हैं और आज हमारे पास खोखले ईंट निर्माण नामक चिनाई का एक पूरा वर्ग है जो अक्सर सुदृढ़ होता है कभी कभी सुदृढ़ नहीं होता है तो आप पहले से ही देखते हैं कि संरचनात्मक इकाइयों के संयोजन और मोर्टार की पसंद से आप विभिन्न प्रकार के सिस्टम प्राप्त कर सकते हैं जो चिनाई के रूप में वर्गीकृत करते हैं ठीक है उन्हें फिर से लागू करें आप चिनाई करते हैं अन्यथा हम उन्हें अप्राप्य चिनाई के रूप में संदर्भित करते हैं इसलिए यह पूरा स्पेक्ट्रम मौजूद है और आप देखेंगे कि हमारे पाठ्यक्रम में हम अधिक औपचारिक अधिक हाल के आधुनिक चिनाई वाले निर्माणों से निपटने जा रहे हैं जहां या तो सीमेंट ब्लॉक निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं खोखले कंक्रीट ब्लॉकों का उपयोग निर्माण के लिए किया जाता है या ठोस मिट्टी की ईंटें निर्माण के लिए उपयोग की जाती हैं ठीक है इसलिए हम काफी हद तक प्रबलित चिनाई पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे जहां जैसा कि मैं जोर दूंगा आज देश में कोडल ढांचे में अपरिवर्तित चिनाई को एक संरचनात्मक टाइपोलॉजी के रूप में नहीं देखा जाता है जिसका उपयोग किया जाना चाहिए और इसलिए हम सुदृढीकरण होने की ओर बढ़ रहे हैं इसलिए मुख्य रूप से हमारा पाठ्यक्रम इस बात पर केंद्रित होगा कि आप चिनाई संरचनाओं को कैसे डिज़ाइन करते हैं विशेष रूप से प्रबलित चिनाई वाली संरचनाएं इस पर अभिनय करने वाले बलों के संयोजन के लिए ठीक है इसलिए मैं आज का व्याख्यान आपको यह बताकर शुरू करता हूं कि चिनाई का उपयोग कैसे किया जाता है और अतीत में इसका उपयोग कैसे किया गया है लेकिन यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि ताकत क्या है और चिनाई की कमजोरी क्या है और जब मैं चिनाई की बात करता हूं तो मैं अभी सभा की बात कर रहा हूं यूनिट प्लस कुछ मोर्टार अभिनय कर रहा है सही इसलिए अगर किसी को ऐतिहासिक रूप से जांचना था कि चिनाई का उपयोग कैसे किया गया है तो यह स्पष्ट रूप से एक सामग्री के रूप में समझा जाता है जो संपीड़न में अच्छा है ठीक है आप पत्थर के ब्लॉक का उपयोग करें स्टोन में 200 MPa के रूप में उच्चतर संपीड़ित ताकत हो सकती है ग्रेनाइट की एक सीमा होती है जो लगभग 70 MPa से 200 MPa तक जाती है इसलिए यदि आप एक संपूर्ण संरचना का निर्माण करने के लिए बिल्डिंग स्टोन का उपयोग करते हैं तो आपको गारंटी दी जा सकती है कि संपीड़न ताकत अच्छी है यदि आप इसे अखंड बनाते हैं तो आपको ग्रेनाइट की संपीड़न ताकत मिलने वाली है यदि आप छोटे ब्लॉक्स का उपयोग करते हैं और मोर्टार का उपयोग करते हैं तो आप संपीड़न ताकत को सीमित करने जा रहे हैं और यह कुछ ऐसा है जिसे आप अभी से कुछ दिनों में समझ जाएंगे कि मोर्टार कैसे चिनाई की संक्षिप्त शक्ति को सीमित करने वाला है हालांकि इस तथ्य को देखते हुए कि आप एक ऐसी सामग्री का उपयोग कर रहे हैं जो संपीड़न में मजबूत है आपको इस तथ्य से निपटना होगा कि यह एक ऐसी सामग्री है जो संपीड़न में मजबूत है ठीक है अब इतिहास के साक्ष्य हमें बताते हैं कि यह व्यापक रूप से मेहराब में उपयोग किया जाता है अतीत में सही और सबसे बड़े पैमाने पर निर्माण मेहराब के संरचनात्मक टाइपोलॉजी पर निर्माण किया गया है मेहराब का उपयोग ऐतिहासिक चिनाई के निर्माणों में प्रमुख प्रचलित है और ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि एक मेहराब को संपीड़न में अच्छा माना जाता है चिनाई का उपयोग बड़े पैमाने पर मेहराब आर्च के रूप में किया जाता है और यह ईंट की चिनाई हो सकती है इसे मिट्टी से निकाल दिया जा सकता है यह धूप से जली हुई ईंटें हो सकती हैं बस इस तथ्य के कारण कि आपके पास अच्छी संपीड़ित ताकत है मेहराब की संरचनात्मक टाइपोलॉजी यह सुनिश्चित करती है कि संपूर्ण क्रॉस सेक्शन संपीड़न में है और आप एक ऐसी सामग्री का उपयोग करते हैं जो संपीड़न में अच्छा है तो चिनाई मेहराब एक ऐसी चीज है जिसे आप हर जगह देखेंगे आपके शहर में और उसके आसपास ऐतिहासिक संरचनाएँ यह चिनाई 1890 के दशक से में औपचारिक निर्माण है यह एक विशाल टॉवर है जिसे आप वहां देखते हैं और एक संरचना जो गुरुत्वाकर्षण बलों को संतुलित करने के लिए मेहराब पर बहुत निर्भर है तो मेहराब ऐसी चीज है जो इस तथ्य का सुराग देती है कि यह सामग्री वास्तव में संपीड़न में अच्छी तरह से काम करती है और इस पर भरोसा किया जा सकता है पुल हमारे देश में और दुनिया भर में पुलों की व्यापक संख्या ईंट या पत्थर की चिनाई का उपयोग करके बनाई गई है ये संरचनाएं हैं यह विशेष उदाहरण जो आप यहां देखते हैं एक संरचना है जो लगभग 140 150 साल पुरानी है और वे सेवा की स्थिति में बनी हुई हैं एक को संरचनात्मक रूप से उनका आकलन करना है लेकिन यह सामग्री को इसके सबसे अच्छे उपयोग के लिए डाल रहा है जो कि चिनाई की ताकत है आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय रेलवे उदाहरण के लिए 130000 चिनाई वाले मेहराब ब्रिज हैं और उनमें से 100000 यानी इस संख्या में से 1 लाख औपनिवेशिक काल में बनाया गया था इसलिए हम उन पुलों की बात कर रहे हैं जो 100 साल से अधिक समय से सेवा की स्थिति में हैं बेशक आपको ऐसी संरचनाओं के मात्रात्मक संरचनात्मक मूल्यांकन की आवश्यकता है और यह कहना अनावश्यक है लेकिन टाइपोलॉजी की प्रबलता चिनाई की ताकत के कारण ही है हम बड़ी संख्या में टावरों बड़ी संख्या में टावरों को भी देखते हैं हाल के निर्माणों को नहीं ये ऐसे निर्माण हैं जो कम से कम 800 से 1200 साल पुराने टावरों के हैं और यदि आप टावरों के निर्माण के लिए एक सामग्री का उपयोग करते हैं जो 100 मीटर या उससे अधिक है सामग्री संपीड़न में अच्छी तरह से काम कर रही है बेशक हम अभी तक पार्श्व कार्रवाई के तहत ऐसी संरचनाओं के व्यवहार पर चर्चा नहीं कर रहे हैं यह एक ऐसी चीज है जिसकी हम जांच करेंगे और जब आप गुरुत्वाकर्षण बल और पार्श्व बलों का संयोजन करेंगे तो हम विशेष रूप से स्थिरता को देखने के लिए उनकी जांच करेंगे हालांकि यदि आप केवल गुरुत्वाकर्षण बलों को अभिनय मान रहे थे जो हमेशा ऐसा नहीं होता है तो आपके पास पार्श्व बल होंगे गुरुत्वाकर्षण के तहत आपके पास अतीत में निर्मित विशाल चिनाई संरचनाएं हैं आपके यहां दो उदाहरण हैं वे बहुत प्रसिद्ध उदाहरण हैं बाईं ओर एक बृहदिश्वर टॉवर है तंजावुर में बृहदिश्वर मंदिर जो यहाँ से बहुत दूर नहीं है आप यहाँ जा कर दर्शन कर सकते हैं यह लगभग हजार साल पुराना है इसका निर्माण 1003 और 1010 ईस्वी के बीच लगभग 6 से 7 वर्षों में किया गया था और निश्चित रूप से इस संरचना की ज्यामिति है जो इसकी स्थिरता के लिए भी जिम्मेदार है जिसे हम कुछ मिनटों में जांच लेंगे लेकिन यह एक विशाल चिनाई टॉवर है यह पत्थर की चिनाई का निर्माण है और दाईं ओर एक ईंट चिनाई वाली मीनार है यह दुनिया के सबसे ऊंचे टॉवरों में से एक है आप वास्तव में इस टॉवर पर जा सकते हैं यह इटली में है क्रेमोना नामक एक शहर में और जैसा कि आप देख सकते हैं यह एक काफी पतला संरचना है यह पूरी तरह से ईंट की चिनाई में है और ऊंचाई में लगभग 120 मीटर तक बढ़ जाता है एक शिक्षाप्रद अभ्यास कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं और मैं आपको इसके माध्यम से काम करने के लिए कहूंगा अगर मैं ईंटों का सिर्फ एक ढेर लेने के लिए सही था मैं सिर्फ एक ईंट को दूसरे के ऊपर रख रहा हूं ठीक है एक ईंट का आकार क्या होगा मानक ईंट हम ऐतिहासिक ईंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं मैं सिर्फ एक मानक ईंट का आकार ले रहा हूं आज हम भारत में क्या उपयोग करते हैं छात्र 19 x 9 19 x 9 x 9 इकाइयों छात्र संदर्भ समय 1024 सेंटीमीटर ठीक है इसलिए अगर मुझे ईंट का एक मानक नाममात्र आकार लेना था और ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखना ठीक है क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईंटों का ढेर कितनी ऊंचाई तक कुचल ने से पहले जा सकता है मुझे कुछ धारणाएँ बनाने की ज़रूरत है आप कुछ संख्याओं में प्लग कर सकते हैं और इसे देखने की कोशिश कर सकते हैं अगर मुझे लगता था कि घनत्व यह केवल गुरुत्वाकर्षण बलों के तहत है तो मैं अब अन्य कार्यों की उपस्थिति नहीं मान रहा हूं आइए हम ईंट का घनत्व ईंट का घनत्व लगभग 1800 किलोग्राम मी 3 मानें यह काफी अच्छा अनुमान है ईंट इकाई के घनत्व के रूप में 1800 से 1900 किग्रा एम 3 है हम अभी तक ईंट की इकाई के चिनाई के घनत्व की बात नहीं कर रहे हैं केवल गुरुत्वाकर्षण बलों की कार्रवाई के तहत अब आप क्रॉस सेक्शन का क्षेत्र जानते हैं यह 19 सेमी x 9 सेमी है जिस ऊंचाई पर आप इसका निर्माण कर सकते हैं उसका आपका क्या अनुमान है आपको चिनाई की संक्षिप्त शक्ति को जानने की आवश्यकता है क्योंकि आप मान सकते हैं कि यह कुचलने से विफल हो रहा है चिनाई की संकुचित ताकत का अनुमान क्या होगा आप कंक्रीट से परिचित हैं आप M20 कंक्रीट M30 कंक्रीट या M40 कंक्रीट या इतने पर बात करते हैं चिनाई इकाइयां आप अगले सप्ताह में देखेंगे कि हमारे पास उनकी ताकत के लिए एक अलग वर्गीकरण है लेकिन 5 MPa या 5 Nmm2 या 10 N mm2 ईंटों की ताकत का काफी अच्छा अनुमान है जो मुख्य रूप से उपलब्ध हैं आप देखेंगे कि यदि आप ईंट के लिए एक मामूली ताकत मान लेते हैं और एक ईंट को देखते हैं जो लगभग 19 सेमी x 9 सेमी है तो स्टैक आसानी से कुछ किलोमीटर तक जा सकता है बेशक स्थिरता का मुद्दा होने जा रहा है और यही कारण है कि ये टॉवर 100 120 मीटर की ऊंचाई पर रुक गए हैं बेशक आप सही क्रॉस सेक्शन का चयन करके क्रॉस सेक्शन में मज़बूत सामग्रियों को एकीकृत करके और एक ऐसे रूप को चुन सकते हैं जो आपको बेहतर स्थिरता प्रदान करता है और यही कारण है कि बाईं ओर का आंकड़ा बृहदेश्वर मंदिर अधिक स्थिर रूप के साथ कुछ से बेहतर प्रदर्शन होगा जो ऊंचाई के साथ क्रॉस सेक्शन में सबसे पतला और समान है बेशक क्रेमोना में दाईं ओर स्थित टॉवर शीर्ष पर बेस की तुलना में चिनाई का एक व्यापक क्रॉस सेक्शन होगा हालांकि ज्यामिति में टॉवर अपने आप में नीचे से ऊपर तक कुल ज्यामिति के समान है इसलिए चिनाई संपीड़न में अच्छा है लेकिन सभी संरचनात्मक प्रणालियों पर एक स्वोट विश्लेषण करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है हम जो समझते हैं वह यह है कि यह एक ऐसी सामग्री नहीं है जो तनाव के लिए है स्लाइड समय देखें 1349 चिनाई को सीधे तनाव की स्थितियों में उपयोग करने के लिए कभी नहीं रखा गया है यह दुर्लभ है आपको कभी भी चिनाई नहीं होगी जब तक कि आप सुदृढ़ीकरण में उपयोग करने के लिए नहीं डालते हैं जब तक कि आपके पास सुदृढीकरण का निर्माण नहीं होता है और यह प्रबलित कंक्रीट पर भी लागू होता है क्योंकि एक सामग्री के रूप में कंक्रीट तनाव में कमजोर है और आप प्रबलित हैं आप कंक्रीट को सुदृढ़ करते हैं ताकि आपके पास इस प्रणाली में तन्यता प्रतिरोध हो यही बात ईंट की चिनाई पर भी लागू होती है वास्तव में यह एक शून्य तन्य शक्ति सामग्री के रूप में कुख्यात है यदि आप मौजूदा चिनाई के साथ काम कर रहे हैं खासकर चूने मोर्टार या मिट्टी मोर्टार के उपयोग के साथ तो ऐतिहासिक चिनाई एक शून्य तन्य शक्ति सामग्री के रूप में कुख्यात है यह कुछ अवशिष्ट हो सकता है इसमें कुछ परिमित गैर शून्य तन्य शक्ति हो सकती है लेकिन यह इतना गैर समान परिवर्तनशील है कि आप इस पर सामग्री की तन्य शक्ति के रूप में निर्भर नहीं हो सकते तो यह बहुत बार हम मान लेते हैं कि चिनाई एक शून्य तन्य शक्ति सामग्री है आधुनिक चिनाई में विशेष रूप से सीमेंट मोर्टार के साथ चिनाई होगी कुछ तन्य प्रतिरोध होगा और इस तन्य प्रतिरोध को मापा जा सकता है और आपके डिजाइन में उपयोग किया जा सकता है हालाँकि यह कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की तुलना में बहुत कम है आमतौर पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के 10 प्रतिशत या उससे कम के ऑर्डर का लेकिन फिर से वैरिएबल जिसे आप चिनाई की टेंसिल स्ट्रेंथ पर निर्भर नहीं कर सकते तो इस विशेष स्लाइड में दो चीजें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं जब हम प्रत्यक्ष तनाव की संभावना को छोड़ते हैं तन्य तनाव होता है तो तन्यता तनाव के गठन की ओर क्या होता है गुरुत्वाकर्षण और पार्श्व बलों के संयोजन के तहत संरचनात्मक प्रणालियों में आपके पास ऐसी परिस्थितियां होंगी जहां तन्यता तनाव उत्पन्न हो सकता है विशेष रूप से फ्लेक्सुरल तनाव के रूप में या कतरनी तनाव के रूप में यहीं से आपको चिनाई में प्रमुख तनाव की स्थिति मिलती है इसलिए जब आपके पास वह x दरार होती है जिसे आप अपने दाईं ओर की आकृति में देखते हैं तो यह 2 या 3 मंजिला अनारक्षित चिनाई संरचना पर भूकंप का प्रभाव है यह कर सकता है यह पत्थर की चिनाई में है आप इन दरारों के गठन को देख सकते हैं जिन्हें शास्त्रीय पैर दरारें कहा जाता है और वे दरारें वास्तव में प्रमुख तनाव की रेखाओं के साथ बन रही हैं यह दर्शाता है कि चिनाई बहुत भंगुर संरचनात्मक प्रणाली के रूप में बहुत भंगुर संरचनात्मक सामग्री के रूप में और गुरुत्वाकर्षण और पार्श्व बलों के संयोजन के तहत व्यवहार करती है आपके पास आवश्यक लचीलापन नहीं है विशेष रूप से भूकंप जैसे कार्यों के तहत बाईं ओर की आकृति आपको बताने के लिए एक और कहानी है और यह चिनाई कम तन्यता ताकत के बारे में इतना नहीं है लेकिन मौजूदा चिनाई संरचनाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो संरचनात्मक भार असर वाली दीवारों के बीच खराब कनेक्शन है जब तक विशेष रूप से डिजाइन नहीं किया जाता है तब तक इन दीवारों को एक साथ बांधा या एक साथ नहीं रखा जाता है जिन क्षेत्रों में भूकंप प्रचलित हैं वहाँ कई सौ वर्षों में संरचना इस तरह से विकसित होती है कि तन्यता का विरोध करने वाले तत्वों या संबंधों को ऐसे पेश किया जाता है जैसे संरचना एक साथ काम करती है भूकंप प्रतिरोध के बारे में विस्तार से देखने पर हम इसकी अधिक बारीकी से जांच करेंगे लेकिन ऐतिहासिक रूप से संरचनाओं को लकड़ी के बैंड और कभी कभी स्टील के संबंध दिए गए थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी परिधीय दीवारें और सभी लोड असर वाली दीवारें एक साथ काम करती हैं हालांकि ऐसी किसी भी बांधने वाली सामग्री की अनुपस्थिति में स्टील या लकड़ी में आपके पास ऑर्थोगोनल दीवारों के बीच अलगाव के लिए बहुत कम प्रतिरोध होगा और ठीक वही है जो आप यहां देखते हैं एकमात्र प्रतिरोध जो ऑर्थोगोनल दीवारों के पृथक्करण के खिलाफ उपलब्ध है वास्तव में वही है जो दो दीवारों के बीच टॉसिंग के रूप में जाना जाता है क्या आपने देखा है कि कैसे एक राजमिस्त्री एक चिनाई वाली इमारत का निर्माण करता है जहाँ वह शुरू होता है छात्र संदर्भ समय 1920 छात्र संदर्भ समय 1921 हां एक राजमिस्त्री चिनाई की दीवार या कोने से दीवारों की एक विधानसभा का निर्माण शुरू कर देगा और आप देखेंगे कि ईंट पाठ्यक्रम ऐसे रखे गए हैं कि आप जो भी देख रहे हैं उसमें एक टौपिंग पैटर्न बनाने का विकल्प है हालांकि जब पार्श्व बल महत्वपूर्ण होते हैं कि दो शब्दों को एक साथ पकड़ना पर्याप्त नहीं होता है मात्र सुखदायक द्वारा प्रदान किया गया इंटरलॉकिंग आवश्यक रूप से पर्याप्त नहीं है कुछ मामलों में जो पूरी तरह से अनुपस्थित हो सकते हैं तो एकमात्र प्रतिरोध जो कि पृथक्करण के बीच होता है दो ऑर्थोगोनल दीवारों को अलग करने के बीच होता है दो ऑर्थोगोनल दीवारों के बीच उपलब्ध कतरनी इंटरलॉकिंग होता है फिर हम एक ऐसी सामग्री की बात कर रहे हैं जो तनाव में मजबूत नहीं है तो यह पृथक्करण क्रिया तनाव का कारण बनती है और आप बहुत आसानी से ऑर्थोगोनल दीवारों ऑर्थोगोननलली जक्सटैप्ड दीवारों के जंक्शन पर दरारें प्राप्त कर सकते हैं तो यह एक दीवार के भीतर हो तो दो स्लाइड्स के बीच का अंतर जो दो तस्वीरें आप यहाँ देख रहे हैं सही पर एक आपको बताता है कि एक दीवार के भीतर दरार का निर्माण आसानी से होता है दूसरी तरफ बाईं ओर की तस्वीर आपको बताती है कि ऑर्थोगोनल दीवारों के बीच अलगाव सिर्फ इसलिए कि आपके पास एक तन्य प्रतिरोध सामग्री नहीं है बल्कि आसानी से हो सकती है जब आपके पास महत्वपूर्ण भूकंपीय बल होते हैं वास्तव में यहां तक कि मध्यम भूकंपीय बल भी तो यह निश्चित रूप से चिनाई की सीमा है और घटक के स्तर पर समझी गई यह सीमा एक दीवार वह आधार है जिसके साथ हमारी कई ऐतिहासिक संरचनाओं का निर्माण किया गया है और हम कुछ ही मिनटों में इसकी जांच करेंगे इसी तरह महत्वपूर्ण भूकंप गतिविधि या भारी वायु सेना के क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में भारी वायु सेना मौजूद है आपके पास संबंध हैं जो मूल रूप से सभी चिनाई वाली दीवारों को एक साथ रखते हैं तो आपको कुछ और चाहिए संरचना को एक साथ रखने के लिए आपको कुछ और चाहिए ठीक है उस संदर्भ में यह जांचना दिलचस्प हो जाता है कि ऐतिहासिक चिनाई के निर्माण की कल्पना कैसे की गई थी और अगर वे कई शताब्दियों तक जीवित रहना चाहते हैं तो वे कैसे जीवित रहते हैं वे निश्चित रूप से लगातार विभिन्न प्रकार के कार्यों का मुकाबला कर रहे हैं इसलिए मैं वर्तमान इराक में Ctesiphon महल का उदाहरण लेता हूं अतीत में यह मेसोपोटामिया की सभ्यता का हिस्सा था और हम इस मिट्टी की ईंट की दीवार में संतुलन की जांच करेंगे तो यह एक धूप में सूखने वाली ईंट की दीवार है जिसकी हम जांच कर रहे हैं जैसा कि आप वहां के पैमाने के संबंध में देख सकते हैं दीवार के संबंध में मानवीय पैमाना आप इस बात की सराहना करेंगे कि यह एक बहुस्तरीय निर्माण है और हम एक ऐसे निर्माण की बात कर रहे हैं जो कम से कम 3000 साल पुराना है और यह रेगिस्तान के बीच में बैठता है हम यहां तिजोरी की जांच नहीं कर रहे हैं यह एक और दिलचस्प उदाहरण है और हम इसे एक और दिन के लिए रखेंगे हम दीवार की जांच करेंगे अब यह दीवार यदि आप दीवार के क्रॉस सेक्शन को लेना चाहते हैं तो आप समझेंगे कि हम 34 मीटर ऊंची दीवार की बात कर रहे हैं 34 मीटर ऊंची दीवार कितने मंजिला होगी छात्र संदर्भ समय 2325 यह 10 से अधिक है सही है प्रति मंजिला 3 मीटर मान लें और आपके पास 10 मंजिला निर्माण है अब यह महल की दीवार है यह महल की दीवार का बचा हुआ हिस्सा है और आप देखते हैं कि क्रॉस सेक्शन निश्चित रूप से आधार पर मोटा है और ऊपर की तरफ टेपर है कि वहां कुछ अनुकूलन हुआ है लेकिन यह जांचना दिलचस्प है कि 5 मीटर 5 मीटर क्यों क्या यह 3 मी हो सकता था यह 4m हो सकता था यह 2 मीटर हो सकता था तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है यदि यह रेगिस्तान में कई हजार साल तक जीवित रहा है जहां गुरुत्वाकर्षण बलों को ले जाने की भूमिका के अलावा इसका प्रतिकार भी करना है छात्र पवन रेगिस्तानी तूफान आम हैं तो आप महत्वपूर्ण पवन बलों की बात कर रहे हैं तो आपके पास एक ऐसी स्थिति है जहां गुरुत्वाकर्षण बल पार्श्व बलों के साथ काम कर रहे हैं तो यह एक ऐसी स्थिति है जहां चिनाई की दीवार केवल संपीड़न में नहीं जा रही है यह निश्चित रूप से कुछ मात्रा में तनाव के अधीन होगा सवाल है यह कैसे बच गया इस निर्माण की स्थिरता के पीछे की कहानी क्या है यह अब दो स्थितियों के तहत जांच की जा रही है एक हमें यह मान लेना चाहिए कि दीवार किसी भी हवा के अधीन नहीं है और दूसरा मामला हम हवा और गुरुत्वाकर्षण दोनों बलों के संयोजन के तहत संतुलन को देखते हैं मैं and y 'की ऊँचाई पर ऊपर से एक खंड A A की जाँच करूँगा और हम उस पर अपनी संतुलन गणना करेंगे उसके लिए क्या सच है बाकी संरचना के लिए यह सच है और हमें देखने दें कि क्या हम इस अभ्यास से कुछ निकाल सकते हैं ठीक है इसलिए मैं पहला मामला देख रहा हूं जो कोई हवा का मामला नहीं है यह विशुद्ध रूप से गुरुत्वाकर्षण बलों के तहत है अब उस खंड के लिए जिस पर विचार किया जा रहा है गुरुत्वाकर्षण बल डब्ल्यू ए में गुरुत्वाकर्षण के अपने केंद्र के बारे में काम कर रहा है हमारे पास चिनाई की दीवार का क्रॉस सेक्शन है गुरुत्वाकर्षण बलों का परिणाम वहां क्रॉस सेक्शन के केंद्र पर कार्य करता है और जब से परिणामी R किनारे से दूरी a पर परिभाषित क्रॉस सेक्शन के केन्द्रक पर कार्य करता है आपके पास इस क्रॉस सेक्शन में समान रूप से संकुचित तनाव है हाँ आंतरिक किनारे पर और बाहरी किनारे पर क्रॉस सेक्शन केवल समान संपीड़न का अनुभव करने जा रहा है क्योंकि परिणामी क्रॉस सेक्शन के केंद्र में कार्य कर रहा है अब अगर मैं गुरुत्वाकर्षण और पार्श्व बलों के संयोजन के संतुलन की जांच करने के लिए था तो हम कुछ अनुमान लगाएंगे जो हमारे अनुमानों को खतरे में नहीं डालेंगे मैं मानता हूं कि वायु सेनाएं संरचना के ऊपर से नीचे तक समान रूप से कार्य कर रही हैं यही है हवा का दबाव संरचना के ऊपर से नीचे तक एक समान है इसलिए अगर मैं इस ऊँचाई y को देखता हूँ जो परीक्षण के अधीन है तो हवा का बल V का परिणाम मध्य ऊँचाई y 2 पर काम कर रहा है और आपके पास गुरुत्वाकर्षण बल है जो इस के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र में अभिनय कर रहा है और अब यदि आप अनुभाग A A और R की जांच करते हैं तो उस बिंदु पर क्रॉस सेक्शन पार्श्व बल और गुरुत्वाकर्षण बल के संयोजन के कारण परिणामी की प्रवृत्ति होती है जिसे हम लेवर्ड साइड के रूप में संदर्भित करते हैं तो दीवार हवा के खिलाफ खड़ी है आपके पास हवा की तरफ और लीवार्ड की तरफ है प्वाइंट ओ घुमावदार तरफ है हवा के बल V और गुरुत्व बल W के संयोजन के कारण परिणामी लेवर्ड की ओर बढ़ रहा है बेशक अब क्रॉस सेक्शन के संबंध में परिणामी की एक विलक्षणता है जहां क्रॉस सेक्शन के केंद्रक के संबंध में सनकी ई है और इसलिए जिस बिंदु के माध्यम से परिणामी ज्यामितीय रूप से कार्य कर रहा है उसे ई के रूप में परिभाषित किया गया है दीवार के सबसे ऊपरी छोर पर स्थित इस बिंदु O के संबंध में है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल और वायुसेना 2 में गुरुत्वाकर्षण बल है जिससे इस ज्यामितीय मात्रा r के लिए एक अभिव्यक्ति प्राप्त करना संभव है जो कि क्रॉस सेक्शन के बिंदु के अलावा कुछ भी नहीं है जिसके माध्यम से परिणामी कार्य कर रहा है सही इसलिए मैं आर के संदर्भ में इस अभिव्यक्ति को फिर से लिखता हूं और हमारे पास उस बिंदु का अनुमान लगाने के लिए एक सरल अभिव्यक्ति है जिसके माध्यम से परिणामक किनारे से क्रॉस सेक्शन के सेंट्रो के संदर्भ में एए पर काम कर रहा है जो कि ओ प्लस है जो एक पवन बल है y 2 गुरुत्व बल W से विभाजित है इसलिए यहां यह छोटी अभिव्यक्ति हमें यह बताने में मदद करने जा रही है कि विभिन्न क्रॉस सेक्शन में क्या है अगर हम दस अलग अलग क्रॉस सेक्शन A A B B C C D D ले रहे थे मुझे r1 मिलेगा r2 r3 और सभी r को नीचे लिखा जा सकता है है ना बेशक आपको वायु सेना के एक अनुमान की आवश्यकता है और आपको यहां काम करने वाले गुरुत्वाकर्षण बलों के अनुमान की आवश्यकता है एक बार जब मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास आर 1 आर 2 आर 3 और इतने पर अलग अलग बिंदु होते हैं और अगर मैं इन सभी बिंदुओं को जोड़ने के लिए था तो आप मूल रूप से थ्रस्ट लाइन विश्लेषण कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बलों और पार्श्व बलों के संयोजन के तहत एक संयोजन आप सिस्टम की थ्रस्ट लाइन का अनुमान लगा रहे हैं जो पार्श्व और गुरुत्वाकर्षण बलों के संयोजन के तहत संरचना के परिणामी की कार्रवाई की रेखा है इसलिए जो हम मूल रूप से कर रहे हैं वह एक साधारण हाथ गणना है जिसे स्थिरता जांच ओके के लिए थ्रस्ट लाइन विश्लेषण के रूप में जाना जाता है इसलिए इस पृष्ठभूमि के साथ यदि हम अब जांच करते हैं तो हवा और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में दीवार पर क्या हो सकता है पहली स्थिति में इसलिए आप यहां जो देख रहे हैं वह थ्रस्ट लाइन है जो अलग अलग स्थितियों में ऊपर से नीचे और थ्रस्ट लाइन से चल रही है तो पहली स्थिति कोई हवा का मामला नहीं है संरचना के आधार पर तनाव पूरी तरह से संपीड़न में है और समान रूप से संपीड़न में है कि विंडवर्ड पक्ष पर संपीड़न है और लीवार्ड पक्ष पर संपीड़न समान है और आपके पास समान संपीड़न है अनुप्रस्थ काट लेकिन जब आप दीवार पार अनुभाग पर पार्श्व और गुरुत्वाकर्षण बलों के संयोजन के तहत वायु बल की कुछ मात्रा में अभिनय करना शुरू करते हैं तो परिणामी धीरे धीरे लेवार्ड किनारे की ओर बढ़ना शुरू कर देता है और इन बलों के संयोजन के तहत हल्की हवा की स्थिति में क्रॉस खंड अभी भी पूरी तरह से संपीड़न में है लेकिन आपके पास एक किनारे है जो कम संपीड़ित तनाव में है दूसरा किनारा जो अब उच्च दबाव वाले तनावों में है जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक सीमित मामला होता है जो आप तक पहुंच जाएगा और यह सीमित मामला एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है जहां क्रॉस सेक्शन अभी भी पूरी तरह से संपीड़न में है हाँ लेकिन यह बढ़त जिसे हमने पहले ओ के रूप में नामित किया है अब एक स्थिति में पहुंच रहा है शून्य तनाव जो है यह संपीड़न में अधिक नहीं है और यह समय में इस बिंदु पर विघटित हो गया है उससे परे यह तनाव में जाएगा इसलिए वह बिंदु जहां यह विघटित हो गया है कि किनारे का फाइबर विघटित हो गया है हमारे लिए एक सीमित मामला है क्यों क्योंकि हम एक ऐसी सामग्री को देख रहे हैं जो तनाव में कमजोर है हम वास्तव में तनाव को इस पार अनुभाग में नहीं आना चाहते हैं इसलिए यह हमारे लिए एक सीमित मामला है इस धारणा के तहत कि सामग्री एक रैखिक लोचदार तरीके से व्यवहार कर रही है हम मान सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन कंप्रेसिव स्ट्रेस के त्रिकोणीय वितरण के तहत है जिसका तात्पर्य यह है कि परिणामी अब त्रिकोणीय वितरण के केंद्रक पर कार्य कर रहा है जो कि क्रॉस सेक्शन के मध्य एक तिहाई के किनारे क्योंकि सेंट्रो दो तिहाई पर है इसलिए मध्य मध्य एक तिहाई का किनारा है जहां पार्श्व गुरुत्वाकर्षण और पार्श्व बलों का परिणाम अभिनय है अगर यह मान लिया जाए कि हवा का बल दूसरी तरफ से काम कर रहा है तो हवा की गति और लीवार्ड की तरफ से फ़्लिप किया गया है इसका मतलब है कि इस सीमित मामले में परिणामी मूल रूप से मध्य तीसरे के दाएं किनारे से बाएं किनारे तक चलता है मध्य तीसरा लेकिन हमेशा मध्य एक तिहाई के भीतर ही रहने की आवश्यकता है ठीक है यदि यह क्रॉस सेक्शन के मध्य एक तिहाई के भीतर है तो क्रॉस सेक्शन में कोई तनाव नहीं है यदि यह क्रॉस सेक्शन के मध्य तीसरे से आगे निकल जाता है तो यदि सामग्री में कुछ तन्य शक्ति है तो मैं मान सकता हूं कि यह कुछ तनाव लेगा लेकिन अगर इस सामग्री में तन्यता प्रतिरोध नहीं होता है जो आमतौर पर चिनाई के साथ होता है तो कोई भी तनाव दरार का गठन होगा है ना और वह वही है जो वहाँ उत्थान के रूप में लिखा गया है और यही वह है जो आप उम्मीद करेंगे कि अगर एक दरार बनती है और धीरे धीरे उत्थान होता है या संपर्क और लंबाई जिस पर संपीड़ित तनाव अभी भी स्थानांतरित हो रहे हैं कम करना शुरू कर देता है तो भाग आंशिक होने लगता है यदि आप अब हवा बलों को बढ़ाना जारी रखते हैं तो संपीड़न के तहत क्षेत्र कम हो जाता है यह एक चरण तक पहुंच जाएगा जहां संपीड़ित तनाव इतना अधिक है कि आप सामग्री और सामग्री को कुचलने की ताकत तक पहुंच गए हैं जब यह कुचल जाता है तो सिस्टम का पलटना और इसी तरह स्थिरता का नुकसान वास्तव में प्रगति करने वाला है अब मैं केंद्रीय सीमा के मामले में वापस आता हूं और मैंने कहा कि पार्श्व बलों और गुरुत्वाकर्षण बलों के संयोजन के तहत परिणामी को हमारे बीच एक तिहाई के बीच झूठ बोलना पड़ता है ताकि क्रॉस सेक्शन में कोई तनाव न हो यदि ऐसा होता है कि एक बिल्डर के रूप में क्रॉस सेक्शन में तनाव होने वाला है तो आप क्या कर सकते हैं उस दीवार के संरचनात्मक डिजाइनर के रूप में आप क्या करेंगे लेकिन अब मेरी गणना से पता चलता है कि परिणामी एक तिहाई के बाहर है आप क्या कर सकते हैं यदि मैं आयाम को क्रॉस सेक्शन की चौड़ाई बेस की चौड़ाई मध्य एक तिहाई सही बढ़ाता हूं हम केवल t 3 की बात कर रहे थे यदि टी मोटाई या क्रॉस सेक्शन की चौड़ाई है तो t 3 मध्य एक तिहाई है खेल गुरुत्वाकर्षण और पार्श्व बलों के संयोजन के लिए मध्य तीसरे के भीतर इस परिणाम को ला रहा है इसलिए यदि हम ऐसा करने में सक्षम हैं तो ऐसा करने का सबसे आसान तरीका दीवार क्रॉस सेक्शन की चौड़ाई को बढ़ाना होगा और संभवतः सबसे ऐतिहासिक चिनाई वाले निर्माणों के पीछे तर्क है तनाव को दूर रखने के लिए क्योंकि वे जानते थे कि यह सामग्री तनाव में काम नहीं करती है यह संपीड़न में अच्छा है तो सुनिश्चित करें कि आपका क्रॉस सेक्शन पूरी तरह से कंप्रेशन में है इसे आज राजमिस्त्री के मध्य के तीसरे नियम के रूप में समझा जाता है इसलिए मेसन संरचनात्मक दीवार पर आने वाले पार्श्व बलों का एक आनुभविक गणना कर सकता है जो गुरुत्वाकर्षण बल है और फिर क्रॉस सेक्शन को ऐसे आयाम दें कि आपको क्रॉस सेक्शन में तनाव न हो अब बस Ctesiphon महल की दीवार के बारे में सोचें अगर इसे गुरुत्वाकर्षण बल और पार्श्व बलों के संयोजन के तहत कई सहस्राब्दियों तक जीवित रहना है तो क्रॉस सेक्शन में होने वाला कोई तनाव नहीं है और यही कारण है कि यह आधार पर 5 मीटर है तो इससे आपको यह पता चलता है कि ऐतिहासिक रूप से चिनाई का निर्माण कैसे किया गया था यह एक पार्श्व बल का विरोध करने वाले तत्व के रूप में माना जाता है लेकिन मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण बलों के तहत तनाव को दूर रखने के लिए आयाम दिया गया है आज आप और मैं चिनाई में सुदृढीकरण लगाने में सक्षम हैं या अन्य तत्व हैं जो तन्य प्रतिरोध दे सकते हैं तो हम क्रॉस सेक्शन को कम करना शुरू करते हैं यहाँ अगर आप क्रॉस सेक्शन को कम करते हैं तो यह ठीक उसी तरह से पलट जाएगा क्योंकि चिनाई में शून्य तन्य शक्ति उपलब्ध है ठीक है कहा जाता है कि यहाँ हमने गुरुत्वाकर्षण और पार्श्व बलों के तहत स्थिरता को देखा पार्श्व बलों के लिए एक दीवार के प्रतिरोध के भीतर एक निश्चित अंतर है जिसे हमें जांचना होगा और यह कमजोरी का एक और पहलू है जिसे ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है क्योंकि यह भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन में हमारे पास वापस आता रहता है इसलिए यदि आप एक छत के साथ चार लोड असर वाली दीवारों से बना एक चिनाई संरचना की जांच करने के लिए थे और हमने एक तस्वीर देखी है जहां ऑर्थोगोनल दीवारों के बीच पृथक्करण भूकंप जैसी पार्श्व शक्तियों के प्रभाव में होता है तो हम इस तरह के ऑर्थोगोनल दीवारों के बीच एक कनेक्शन की बात कर रहे हैं यदि आपको लगता है कि कनेक्शन बहुत खराब हैं जैसे कि हमने पिछली तस्वीर में देखा था कि भूकंप के तहत यह सिर्फ कागज के टुकड़े की तरह फट गया यदि दीवारों के बीच संबंध खराब है और यदि छत स्लैब और दीवार के बीच का कनेक्शन है इसलिए हम ऊर्ध्वाधर से क्षैतिज प्रणाली कनेक्शन और तत्वों के बीच क्षैतिज प्रणाली में कनेक्शन की बात कर रहे हैं इसलिए अगर हम इन दो प्रकार के कनेक्शनों की जांच करते हैं और कहते हैं कि ये दोनों कनेक्शन खराब हैं तो यदि आप एक चिनाई की संरचना लेते हैं और इसे पार्श्व बलों के अधीन करते हैं तो यह आसानी से अलग हो जाएगा और फिर पार्श्व की रक्षा के लिए दीवारें खुद ब खुद बच जाती हैं ताकतों यह अब पूरा बॉक्स नहीं है यह अब संरचना की समग्रता नहीं है लेकिन इसकी व्यक्तिगत दीवारें जो भूकंप बलों को रोकना होगा इसलिए यदि आप इस तरह की स्थिति पर विचार करते हैं जहां दीवारें एक दूसरे से जुड़ी नहीं हैं और छत का स्लैब दीवारों से अच्छी तरह से जुड़ा नहीं है तो ठीक है दो खराब कनेक्शन संरचना में दो प्रकार के खराब कनेक्शन मौजूद हैं और दो अलग अलग स्थितियों में पार्श्व बलों के अधीन होने पर दीवार का क्या होता है इसकी जांच करते हैं जब पार्श्व बल दीवार के इन प्लेन में अभिनय कर रहा है ठीक दीवार के एक ही विमान में और जब पार्श्व बल विमान से बाहर काम कर रहे होते हैं तो दीवार के लंबवत होते हैं जो दूसरा मामला है इसलिए इसे इन प्लेन एक्शन के रूप में जाना जाता है और इसे प्लेन एक्शन से बाहर के रूप में जाना जाता है और हम मूल रूप से इन प्लेन एक्शन के संबंध में और प्लेन एक्शन से बाहर एक वॉल कंपोनेंट की जांच कर रहे हैं आप मुझसे सहमत होंगे कि दोनों विमान में झुकने वाली क्रिया को देख रहे हैं विमान के बाहर झुकने वाली क्रिया को सही यह कतरनी के अधीन है लेकिन उस दिशा में झुका हुआ है विमान में और विमान से बाहर क्षेत्र का दूसरा क्षण या जड़ता का क्षण एक अच्छा ज्यामितीय पैरामीटर है जो झुकने की ताकत झुकने वाले प्रतिरोध को सही करता है इसलिए अगर मुझे देखना था तो आप इन प्लेटर लेटरल फोर्स और प्लेन से बाहर जाने वाली चिनाई वाली दीवार के बीच क्या उम्मीद करेंगे जो आपको लगता है कि अधिक प्रतिरोधी सहज रूप से है छात्र विमान में विमान में सही वहां का कार्टून कहता है कि आप इसे अपने हाथ से विमान की दिशा से बाहर भी धक्का दे सकते हैं जो निश्चित रूप से विमान की दिशा से बाहर की स्थिरता पर निर्भर करता है लेकिन यह केवल कुछ संख्याओं को मजबूत अक्ष पर प्लग करने के लिए बहुत शिक्षाप्रद है और कमजोर अक्ष झुकने की ताकत प्रतिरोधों को झुकना और विमान के अंदर बाहर विमान को देखना क्या उनका महत्व चिनाई में उपलब्ध प्रतिरोध के बीच है इसलिए अगर मुझे दीवार पर ले जाना था तो वहां कुछ नंबर डाल दें हम वहां कुछ नंबर देंगे दीवार की लंबाई L है दीवार की मोटाई t है और हम इस दीवार के प्रमुख अक्ष को झुकते हुए देख रहे हैं XX Ixx क्षेत्र का दूसरा क्षण L3t 12 आयताकार क्रॉस सेक्शन सरल होगा अगर मुझे प्लेन झुकने से बाहर देखना था और क्षेत्र Iyy उसी L लंबाई के दूसरे क्षण का अनुमान लगाना था और T मोटाई Lt3 12 होगी कुछ नंबरों में प्लग करना उपयोगी है बता दें कि दीवार लगभग 3 मीटर लंबी और 230 मिमी मोटी है जो एक ईंट की मोटी दीवार के लिए मानक चिनाई वाली दीवार की मोटाई है इसलिए अगर मुझे कुछ संख्याओं में प्लग करना था और इन झुकने वाले प्रतिरोधों का अनुपात लेना है तो मैं I xx I yy लेता हूं यह जानकर कि मैं xx अधिक होने जा रहा हूं आप देखेंगे कि अनुपात 170 जैसी किसी चीज़ के लिए काम करता है जिसका अर्थ है कि अगर आपके पास दो दीवारें हैं आपके पास एक दीवार है जो भूकंप की दिशा में है तो एक समतल दीवार और दूसरी दीवार आपके पास समतल दीवार में है और आपके पास समतल दीवार है जो झटकों के नीचे है हम कहते हैं कि यह हिलने की दिशा है आपको क्या लगता है कि संरचना एक इकाई के रूप में व्यवहार नहीं कर रही है या नहीं यह अब बस दीवारों का एक पैकेट है कुछ इन प्लेन दिशा में कुछ प्लेन दिशा से बाहर और छत जो उस पर कनेक्शन के बिना बैठी है और अगर इस दिशा में झटके आ रहे हैं तो आप जो झुकते हुए प्रतिरोध देखेंगे उसकी उम्मीद करेंगे आप बस दीवारों से उम्मीद करेंगे कि विमान की दिशा में बाहर की दीवारें गिरने से पहले विमान की दीवारें वास्तव में विरोध शुरू कर दें और संरचना को एक साथ पकड़ लें क्योंकि कनेक्शन पूरी तरह से नहीं हैं तो निम्न से मध्यम भूकंपों के तहत इस तरह की विफलता तंत्र जिसे विमान विफलता तंत्र से बाहर के रूप में संदर्भित किया जाता है चिनाई के निर्माण में बेहद प्रमुख है अब अगर इन सभी दीवारों को एक साथ रखने के लिए टेन्साइल प्रतिरोधक तत्व लगाए गए थे तो इन सभी दीवारों को एक साथ रखने के लिए और कार्टून में इसे बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है जैसे कि छत और दीवारों के बीच कुछ सिलाई हो रही है और कुछ सिलाई के बीच हो रहा है इसलिए यदि आपके पास दीवारों के बीच दीवारों के बीच में अच्छी तरह से इंटरलॉकिंग है और यदि आपके पास अच्छे कनेक्शन हैं तो यह कंक्रीट बैंड के रूप में हो सकता है यह जे बोल्ट या जो भी हो यदि कनेक्शन सकारात्मक कनेक्शन अच्छा है तो इस दीवार पर अभिनय करने वाले पार्श्व बलों की एक समान कार्रवाई के तहत आपको क्या लगता है कि क्या होगा समतल दीवार से बाहर अभी भी समतल दीवार से बाहर है विमान की दीवार अभी भी विमान की दीवार है केवल कनेक्शन में सुधार किया गया है हवाई जहाज़ की दीवारों के बाहर अभी भी कम झुकने प्रतिरोध है लेकिन यह विफल करने की कोशिश करेगा लेकिन जब वह विफल होने की कोशिश करता है तो यह उसके समतल दीवार के छोर पर आयोजित किया जाता है तो यह उन पार्श्व बलों को विमान की दीवार पर स्थानांतरित करना शुरू कर देता है में विमान की दीवार 100 गुना अधिक झुकने प्रतिरोध है और संरचना की रक्षा करना शुरू कर देता है तो यह एक महत्वपूर्ण सबक है जिस तरह से चिनाई वाली संरचनाएं पार्श्व बलों का जवाब देंगी और यही कारण है कि कनेक्शन पर हमेशा जोर दिया जाता है इसलिए यदि आप कनेक्शन सुधारते हैं तो आपको बॉक्स एक्शन के रूप में शिथिल रूप से संदर्भित किया जाता है जो भूकंप प्रतिरोध के लिए अच्छा है और यह वास्तव में कुछ भी नहीं है लेकिन विमान व्यवहार से बाहर श्रृंखला में सबसे कमजोर कड़ी है और एक प्रणाली की ताकत सबसे कमजोर कड़ी की ताकत द्वारा नियंत्रित किया जाता है और यदि आप सबसे कमजोर कड़ी को ठीक करते हैं जो विमान के व्यवहार से बाहर है तो आपको समग्र संरचना का बेहतर व्यवहार मिलता है इसके साथ ही मैं आज हमारे देश में चिनाई के आँकड़ों को देखकर व्याख्यान को समाप्त करना चाहूंगा हमारे पास ये दिलचस्प संख्याएं हैं जिन्हें हम जांच सकते हैं मैं 2001 से हाउसिंग जनगणना और 2011 से हाउसिंग जनगणना देख रहा हूं ठीक है और यह वह जानकारी है जिसे भारत की जनगणना से लिया गया है जिसमें भवन की जनगणना एक घटक है यदि आप कुल घरों की संख्या को देखते हैं तो आप प्रतिशत की जांच कर सकते हैं आपको उन संख्याओं द्वारा जागृत होने की आवश्यकता नहीं है जिन्हें हम लाखों निर्मित आवासीय इकाइयों में चला रहे हैं इसलिए प्रमुख दीवार सामग्री और यहां जांच की गई प्रमुख दीवार सामग्री द्वारा घरों की कुल संख्या मिट्टी या असंतुलित ईंटें हैं जिन्हें निकाल नहीं दिया जाता है सूरज जला ईंटों पत्थर और अंत में जला हुआ ईंट ईंटें तीन श्रेणियां हैं जिनकी मैं जांच कर रहा हूं आपके पास कुल है आपके पास ग्रामीण है और आपके पास शहरी है ग्रामीण प्लस शहरी आपको कुल देंगे हम प्रतिशत की जांच करेंगे अब यदि आप इन 100 प्रतिशत में से प्रतिशत की जांच करने के लिए थे अगर आप 2001 की जनगणना के लिए असंतुलित ईंट पत्थर और जली हुई ईंट का प्रतिशत जोड़ते हैं तो हमें कुल 847 प्रतिशत मिलता है मतलब meaning४ to प्रतिशत इस देश के बिल स्टॉक का लाखों में चल रहा है हम कुल 249 मिलियन घरों की बात कर रहे हैं ये हैं ये 4 से 5 लोगों के आवास परिवार हैं यही गणना है अब यदि आप 2011 की जनगणना को देखना चाहते हैं तो 10 साल बाद उन संख्याओं को देखें जो वे 853 में जोड़ते हैं अनिवार्य रूप से हम नहीं बदले हैं हमने लगभग उसी पैटर्न में निर्माण जारी रखा है हालाँकि यदि आप 296 मिट्टी की ईंट से अलग अलग संख्याओं की जाँच करते हैं तो यह घटकर 23 हो गई है जो अच्छी खबर है हम कम कच्चा निर्माण कर रहे हैं लेकिन यह केवल जले हुए मिट्टी की ईंट या पत्थर में चला गया है तो 10 प्रतिशत से यह 12 से 14 प्रतिशत और 449 प्रतिशत जला हुआ ईंट 475 प्रतिशत तक बढ़ जाता है इसलिए अनिवार्य रूप से यदि आप इस देश में निर्मित स्टॉक को देखते हैं तो हम अभी भी मुख्य रूप से चिनाई के निर्माण की बात कर रहे हैं किसी भी इंजीनियर ने इन सभी संरचनाओं का निर्माण नहीं किया है ज्यादातर वे मेसन निर्मित निर्माण हैं इन निर्माणों में से अधिकांश यदि आप भारत जैसे देश को देखते हैं तो हमारे देश का 60 से 70 प्रतिशत हिस्सा भूकंपीय क्षेत्रों III IV और V मध्यम से उच्च भूकंपीय क्षेत्रों में बैठा है यदि आप इन संरचनाओं को देखते हैं तो उनमें से ज्यादातर के संबंध में कोई भूकंपीय प्रतिरोधी सुविधा नहीं होगी जो हम इन संबंधों की बात कर रहे हैं ये कनेक्शन जो अच्छे और इतने पर होने हैं इसलिए हमारे देश जैसे भूकंप में भूकंप से सुरक्षा या जोखिम में कमी ऐसे निर्माणों में रहने वाली बहुसंख्यक आबादी की एक बड़ी चुनौती है इसलिए हम यहां रुकते हैं और हम अपने अगले व्याख्यान में चिनाई निर्माण के लिए परिचयात्मक पहलुओं पर अपने व्याख्यान को जारी रखते हैं